इस व्याख्यान में प्रोटीन 3D स्ट्रक्चर के आधार पर पैरामीटर्स की उत्पत्ति को आगे ले जाएंगे इसके पहले हमने कई पहलुओं विशेष रूप से प्रोटीनस के स्ट्रक्चर पर आधारित वर्गीकरण की चर्चा की तो स्ट्रक्चर के आधार पर प्रोटीन का वर्गीकरण क्या है विद्यार्थी सभी अल्फा सभी अल्फा प्रोटीन विद्यार्थी सभी बीटा सभी बीटा प्रोटीन विद्यार्थी अल्फा बीटा अल्फा बीटा प्रोटीन और अल्फा बीटा प्रोटीन बराबर सभीअल्फा हेलीसिस का प्रभुत्व सभी अल्फा प्रोटीन पर है और बीटा स्टेरनडस द्वारा सभी बीटा प्रोटीन्स प्रभावित होते है हम अल्फा बीटा और अल्फा बीटा प्रोटीन में हेलीसिस और स्टेरनडका प्रतिशत देख सकते हैं अल्फा बीटा प्रोटीन्स में यह एकत्रित होते हैं और अल्फा बीटा प्रोटीन में यह एक दूसरे से मिलते हैं विभिन्न प्रकार के वर्गीकरण फैमिली सुपर फैमिली वगैरह के बारे में चर्चा की तो कौन से डlटाबेस है जिसमें जानकारी मौजूद है विद्यार्थी SCOP SCOP और CATH बराबर और फिर हमने कई पैरामीटर्स को विकसित करने का प्रयास किया सबसे आसान है कांटेक्ट मैप बराबर कांटेक्ट मैप क्या है विद्यार्थी यह हमें दो रेसिड्यूज कितने पास है इसके बारे में जानकारी देगा बराबर तो यह हमें 3D स्ट्रक्चर की जानकारी 2D मे देगा यह हमें 2 अमीनो एसिड रेसिड्यूज के बीच में कट ऑफ डिस्टेंस के बारे में जानकारी देगा कांटेक्ट मैप बनाने के लिए कौन से दो पैरामीटर्स की आवश्यकता है विद्यार्थी एटम चॉइस एटम चॉइस विद्यार्थी डिस्टेंस कट ऑफ दूसरी दूरी बराबर आप या तो Cα Cβ को बदल सकते हैं या कोई हेवी एटमस या उसी प्रकार आप कट ऑफ डिस्टेंस 4 Å या 6 Å या 8 Å देख सकते है इस प्रकार कांटेक्ट मैप की सहायता से आप दो रेसिड्यूज का वितरण जो संपर्क में है उन्हें देख सकते हैं बराबर जो सीमित जगह में है और सीक्वेंस में एक दूसरे से कितनी दूरी पर है डिस्टेंस के आधार पर हम कांटेक्टस का वर्गीकरण तीन प्रकार से कर सकते हैं शॉर्ट रेंज कांटेक्टस मीडियम रेंज कांटेक्टस लॉन्ग रेंज कांटेक्टस बराबर औरलॉन्ग रेंज कांटेक्टस मुख्य रूप से सीक्वेंस मे जो रेसिड्यूज दूरी पर है उनसे प्रभावित होते हैंअब हम कुछ उदाहरणों की चर्चा करेंगे बराबर आप विभिन्न प्रकार के ग्लोबुलर प्रोटीन्स देख सकते हैं सभी बीटा प्रोटीन्स में लॉन्ग रेंज इंटरेक्शंस का वर्चस्व है विद्यार्थी लॉन्ग रेंज जबकि सभी अल्फा प्रोटीन्स में किस का वर्चस्व है विद्यार्थी शार्ट रेंज मीडियम रेंज मीडियम रेंज इंटरेक्शनस हमने सॉल्वेंट एक्सेसिबिलिटी की चर्चा की सॉल्वेंट एक्सेसिबिलिटी क्या है विद्यार्थी किस हद तक रेसिड्यूज सॉल्वेंट में एक्सेसिबल है बराबर ये आपको पानी के अणु का प्रोबरेडीयस प्रोटीन के दूसरे रेसिड्यूज या भिन्न परमाणुओ के बारे में जानकारी देंगे आप बता सकते हैं कि यह रेसिड्यूज सॉल्वेनट में किस हद तक एक्सेसिबल है बराबर प्रत्येक परमाणु के वंडरवॉल डिस्टेंस रेडियस तक वैल्यूज प्राप्त करने के लिए कई प्रोग्राम विकसित किए गए बराबर हमने कौन कौन से प्रोग्राम की चर्चा की विद्यार्थी एक्सेस एक्सेस और एक्सेस विद्यार्थी डीएसएसपी डीएसएसपी विद्यार्थी गेटएरिया गेटएरिया बराबर और एएसए तो डीएसएसपी वापरने की उपयोगिता क्या है विद्यार्थी यह दोनों प्रदान करता है यह दोनों अर्थात प्रोटीन का सेकेंड्री स्ट्रक्चर और सॉल्वेंट एक्सेसिबिलिटी प्रदान करता है इसकी मर्यादाए क्या है विद्यार्थी यह एटॉमवाइज नहीं दे सकता यह सिर्फ रेसिड्यूज के लिए है ना कि परमाणु के लिए बराबर तो हमने रेसिड्यूज को चित्र द्वारा प्रदर्शित करने की चर्चा की तो कौन सा प्रोग्राम परमाणु को चित्र द्वारा प्रदर्शित करने के लिए इस्तेमाल किया

विद्यार्थी 90 90 या 09 इस प्रकार हम प्रोटीन का समूह लेकर सॉल्वेंट एक्सेसिबिलिटी निकाल सकते हैं और देखिए कितने अमीनो एसिड रेसिड्यू इंटीरियर ऑफ प्रोटीन मौजूद है तथा कितने प्रोटीन के सरफेस पर मौजूद है इस प्रकार इस रेशों से हम किसी भी रेसिड्यूज का बरीडनेस इंडेक्स निकाल सकते हैं यदि हम इसे हाइड्रोफोबिसिटी से जोड़ने की कोशिश करें जिसकी हमने पहले चर्चा की तो हाइड्रोफोबीसीटी और बरीडनेस का क्या रिश्ता है विद्यार्थी अत्यधिक सह संबंध अत्यधिक सह संबंध बराबर क्योंकि हाइड्रोफोबिक रेसिड्यूज इंटीरियर ऑफ प्रोटीन रहना पसंद करते हैं उदाहरण के लिए वैलीन एलेनिन आइसोलुसिनValineAlanineIsoleucine जिनमें हाइड्रोफोबिक रेसिड्यूज उपस्थित रहते हैंity इंटीरियर ऑफ प्रोटीनमे भी अत्यधिक हाइड्रोफोबिसिटी रहती है इस प्रकार हम हाइड्रोफोबिसिटी और बरीडनेस मे अच्छा संबंध देख सकते हैं इस प्रकार हम ट्रांसफर फ्री एनर्जी भी निकाल सकते हैं यहां हम दोनों प्रकार के रेसिड्यूज जो कि इंटीरियर ऑफ प्रोटीन तथा सरफेस ऑफ प्रोटीन पर मौजूद है को ध्यान में लेंगे ट्रांसफर फ्री एनर्जी निकालने के लिए फार्मूला है RTIn f यहां पर f प्राप्त करने के लिए टाइप के रेसिड्यूज की संख्या जो इंटीरियर ऑफ प्रोटीन मे मौजूद है उसे टाइप के रेसिड्यूज की संख्या जो प्रोटीन के सरफेस पर मौजूद है से विभाजित करें इससे हमें कौन से अमीनो एसिड इंटीरियर ऑफ प्रोटीन तथा कौनसे अमीनो एसिड सरफेस ऑफ प्रोटीन पर मौजूद है का सापेक्ष पता चलेगा उदाहरण के लिए यदि हम हाइड्रोफोबिक रेसिड्यूज लेते हैं तो क्या होगा

विद्यार्थी 6 6 रेसिड्यूज बराबर तो इस प्रकार आप सभी रेसिड्यूज को जोड़ सकते हैं और उन्हें L के साथ नॉर्मलाइज करना है यहां L का मतलब संपूर्ण रेसिड्यूज की संख्या और N का मतलब है संपूर्ण कांटेक्ट की संख्या कांटेक्ट ऑर्डर विकसित करते समय वे सभी एटम्स का इस्तेमाल करते हैं और यदि उनके बीच का अंतर 6 Å है तो यह उनके बीच कांटेक्ट दर्शाता है यह वास्तव में 6 Å है लेकिन उन्होंने 67 और 5 की भी कोशिश की विभिन्न दूरियाँ और अंत में 6 Å पर अनुकूलन किया ताकि आसपास की जगह में किसी भी रेसिड्यूज के बीच की दूरी 6 Å हो सके तो T1 लेकर उन्होंने स्पीयर ऑफ रेडियस 6 Å बनाया तो यह वो रेसिड्यूज है जिनका कांटेक्ट या दूसरे एटम से दूरी 6 Å है यदि हम T1 और F7 डेल्टा 6 Åके बराबर लेते हैं तो इस प्रकार हम टोटल सेपरेशन की गणना कर सकते हैं तो इस रेसिड्यू के लिए टोटल सेपरेशन क्या है

विद्यार्थी तीसरा तीसरा बराबर क्योंकि यह कई प्रकार के कांटेक्टस बना सकता है कई प्रकार के इंटरेक्शंस का प्रभाव कांटेक्टस पर होता है आप देख सकते हैं इलेक्ट्रोस्टेटिक इंटरेक्शन या वंडरवॉल इंटरेक्शन और हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन यदि आप विशिष्ट रेसिड्यू को हानि पहुँचाते हैं और सभी इंटरेक्शन को तोड़ते हैं तो आप प्रोटीन स्ट्रक्चर को डिस्टेबलाइज करते हैं जिससे उसका कार्य समाप्त हो जाता है तो जिन रेसिड्यूज के पास ज्यादा कांटेक्टस है उस आधार पर हम एक पैरामीटर परिभाषित कर सकते हैं तो इसे मल्टीपल कांटेक्ट इंडेक्स कहते हैं यहां हमारे पास तीन विभिन्न प्रकार के पैरामीटर्स है पहला है रेसिड्यूज के बीच का अंतर यह सभी पैरामीटर्स के लिए इस्तेमाल होता है जैसे कांटेक्ट आर्डर या लॉन्ग रेंजया मल्टीपल कांटेक्ट इंडेक्स और सीक्वेंस सेपरेशन कांटेक्ट ऑर्डर में इसकी जानकारी किस प्रकार प्राप्त करते हैं विद्यार्थी ΔSij यदि दो रेसिड्यूज के बीच का अंतर 12 है तो उसे आधार मानकर लॉन्ग रेंज ऑर्डर में सीक्वेंस सेपरेशन इस्तेमाल कर सकते हैं इसके साथ ही इसके साथकितने रेसिड्यूज के पास मल्टीपल कांटेक्ट है उनको ध्यान में लिया मल्टीपल कांटेक्ट इंडेक्स को इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं मल्टीपल कांटेक्ट के साथ कांटेक्टस की संख्या जिसे हम n से नॉर्मलlइज करते हैं n क्या है इसका मतलब प्रोटीन में रेसिड्यूज की संख्या और nmi बराबर होगा एक के यदि कांटेक्टस की संख्या 4 से ज्यादा होगी तो इस nci में हमने 75 Å रेसिड्यूज रेडियसresidues radius लिया है और रेसिड्यूज की दूरी है 12 तब nij बराबर होगा एक के दो चरणों की प्रक्रिया हम पहले देखेंगे की लॉन्ग रेंज आर्डर के आधार पर nci एक कांटेक्टस की संख्या है संख्या ज्यादा नहीं है तो ऐसे रेसिड्यूज कम है जिनके पास इस तरह के कांटेक्ट है तो ऐसे रेसिड्यूज जिनके पास पूरी जानकारी है इसलिए हम ऐसे रेसिड्यूज को कीरेसिड्यूज कहते है तो हम देख सकते हैं कि कीरेसिड्यूज जो प्रोटीन स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी और प्रोटीन फोल्डिंग के लिए महत्वपूर्ण है तो हमने कांटेक्ट के आधार पर तीन विभिन्न प्रकार के पैरामीटरस की चर्चा की वे कौन से पैरामीटर्स है

विद्यार्थी 1 अब D क्या है D है 2 Arginine विद्यार्थी 2 यह T 2 विद्यार्थी 1 1 विद्यार्थी यह 1 विद्यार्थी 2 22 विद्यार्थी 2 2 2 विद्यार्थी 2 2 2 तो पूरी गणना होगी 2467 विद्यार्थी 2 6 4 2 right 6 4 2 बराबर तो यहां हाइड्रोफोबिसिटी वैल्यू 2 है यह 2 कैसे आया आसपास के रेसिड्यूज के कारण यहां Threonine है T4 हाइड्रोफोबिसिटी वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना चाहिए आसपास के रेसिड्यूज लेंगे f यह T आपको क्या करना है 8 Å का एक गोला बनाना है और फिर उस 8 Å के घेरे में आने वाले रेसिड्यूज को पहचानना है और बाद में जो भी वैल्यू मिलेगी उसे रखना है एक ही प्रोटीन में विभिन्न अमीनो एसिड रेसिड्यूज हो सकते हैं या एक ही अमीनो एसिड रेसिड्यू विभिन्न जगहों पर हो सकता है तो इस प्रकार हमें भिन्न भिन्न वैल्यूज प्राप्त होंगी औसत लेंगे तो आपको औसत वैल्यू मिलेगी और फिर आपको 20 विभिन्न अमीनो एसिड रेसिड्यूज के लिए वैल्यू मिलेगी यदि इन संख्याओं को देखेंगे और प्रयोग से प्राप्त हुई संख्या को भी देखेंगे तो उसमें आपको कुछ में संबंध मिलेगा और कुछ का व्यवहार अलग होगा यह प्रोटीन एनवायरमेंट मे रेसिड्यूज की जगह पर निर्भर करता है इस प्रकार हम हाइड्रोफोबिसिटी की गणना कर सकते हैं और हाइड्रोफोबिसिटी पैरामीटर प्रोटीन स्ट्रक्चर और प्रोटीन कार्य में बहुत उपयोगी है अब मेरे पास एक उदाहरण है बाएँ तरफ क्या है विद्यार्थी कांटेक्ट मैप यह कांटेक्टमेप है यह क्या है विद्यार्थी ASA यह विभिन्न रेसिड्यूज के लिए एक्सेसिबल सरफेस एरिया है आप दे सकते हैं उदाहरण के लिएE49 and Y35 E49 औरY35 यह रेसिड्यूज कांटेक्ट एक्सेसिबल सरफेस एरिया और हाइड्रोफोबिसिटी के संदर्भ में कैसा बर्ताव करते हैं तो यदि आप एक्सेसिबल सरफेस एरिया देखेंगे जहां पर E 49 मौजूद है E 49 तो यह सरफेस पर है या बरीड है विद्यार्थी सरफेस सरफेसE49 सरफेस बराबर Y35 का क्या है विद्यार्थी बरीड Here right यहां बराबर it is relatively buried सापेक्ष रूप से यह बरीड है आप देखिए कहां कांटेक्ट है Y क्या है यह शुरु हुआ P2 D3 और वगैरह वगैरह where is the Y35 Y 35 कहां है कहीं इधर उधर विद्यार्थी बहुत सारे कांटेक्टस यह बराबर अब E 49 कहां है यह E 49 और E 49 1234567 मैं सोचता हूं यह E 49 है तो जब आप Yको देखते हैं तो Y के कितने कांटेक्टस है बहुत सारे बराबर आप यहां देख सकते हैं इस रेखा से बराबर इस Y35 की हाइड्रोफोबिसिटी वैल्यू क्या है यह यह Alanine है A की वैल्यू क्या है यह एक के बराबर है तो यहां Cysteine दो है और यहां Glycine दो है यह Glycine दो है यह Valine है यह दो है और यहां भी दो है क्या मैं बराबर हूं तो यहां Y 1 के बराबर है और यहां Arginine 2 यह R RY है दाई तरफ R l l l l हैं यह 2 2 2 2 है C है 2 के बराबर यदि हम संख्याओं को देखेंगे तो यह ज्यादातर हाइड्रोफोबिक है और बरीड है मैं सोचता हूं यह 5 से ज्यादा है और इसे देखे E49 और यहE49 और यह E49 around zero or this is 1 और आप देख सकते हैं Serine है 1 और D है 2 बराबर 2 यह 0 के बराबर है और यह है 1 तो यदि आप इन रेसिड्यूज को देखेंगे जो बरीड है और जो सरफेस पर है तो आपको विपरीत प्रचलन दिखाई देगा जो बरीड है उनकी हाइड्रोफोबिसिटी ज्यादा है बजाय सरफेस के उसी प्रकार जो रेसिड्यूज बरीड है उनके ज्यादा कांटेक्टस है बजाय सरफेस और उदाहरण के लिए E 49 तो इस प्रकार भिन्न भिन्न प्रकार के स्ट्रक्चर बेस पैरामीटरस जो हमे 3D स्ट्रक्चर से मिले बराबर उनके बीच संबंध देख सकते हैं उदाहरण कांटेक्ट मैप हाइड्रोफोबिसिटी या एक्सेसिबिलिटी और यह सब एक दूसरे से मिले हुए हैं